अब हम ग्लोबल रूटिंग पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे आप अगर हमारे पिछले व्याख्यानों को याद करें जहां हमने मेज़ और क्षेत्र रूटिंग को देखा जहाँ 2 डायमेंशनल सतह पर 2 मनमाने पॉइंट्स जुड़े हो सकते हैं लेकिन एक पॉइंट वहाँ था जिसे अगर आप याद करें पूरा रास्ता सिंगल लेयर पर बिछाया गया था जिसे आप एक प्रतिबंध या आवश्यकता कहते हैं लेकिन यहां ग्लोबल रूटिंग और बाद में विस्तृत रूटिंग है जिसमें उस तरह के प्रतिबंध शामिल हैं हम इंटरकनेक्ट के लिए कई परतों का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं इसलिए ग्लोबल रूटिंग और विस्तृत रूटिंग वे स्वतंत्र नहीं हैं वे एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं ग्रिड रूटिंग एल्गोरिदम के विपरीत जिस पर आपने चर्चा की वे सीधे वैश्विक या विस्तार मार्ग से जुड़े नहीं हैं लेकिन जब भी हमे कोई समस्या आती है तो हम क्षेत्र रूटिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि क्षेत्र रूटिंग को एक ऐसा माना जाता है जहां आप 2 बिंदुओं के बीच पथ पा सकते हैं जो अन्यथा कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है इसलिए यदि कोई रास्ता मौजूद है तो यह एक रास्ता खोज लेगा लेकिन विस्तार या क्षेत्र रूटिंग में हम मूल रूप से हमारे डिजाइन या लेआउट के छोटे रास्तों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आप एक वृद्धिशील फैशन में रूटिंग समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो आइए इन दोनों के मूल उद्देश्यों को देखें ग्लोबल रूटिंग एक ऐसा चरण है जहाँ हम रूटिंग क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं इसलिए हम इसे देखेंगे और हम प्रत्येक नेट के लिए एक अस्थायी मार्ग उत्पन्न करते हैं हम आपको अनुसरण करने का सही मार्ग नहीं बताते हैं उदाहरण के लिए यदि आप किसी शहर a से शहर b तक जाना चाहते हैं तो मैं आपके अस्थायी मार्गों को यह कहकर दे सकता हूं कि आप पहले शहर d पर जाएं फिर शहर x में जाएं वहां से आप शहर b में जा सकते हैं लेकिन मैं आपको यह नहीं बताता कि आपके अन्य 2 मध्यवर्ती शहरों में जाने के लिए कौन सी सड़कें हैं वहाँ जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन मैं आपको एक अस्थायी मार्ग देता हूँ यह ग्लोबल रूटिंग है मैं केवल अस्थायी मार्ग निर्दिष्ट करता हूं मैं इस स्तर पर सटीक तारों को लेआउट नहीं करता हूं इसलिए प्रत्येक इंटरकनेक्शन नेट को इस चरण में रूटिंग क्षेत्रों के एक सेट को सौंपा गया है जैसा कि मैंने कहा कि यह वास्तविक वायर लेआउट को निर्दिष्ट नहीं करता है इसलिए जहां विस्तार रूटिंग में हम वास्तव में इंटरकनेक्ट को पूरा करते हैं इसलिए हम आमतौर पर क्षेत्र के आधार पर इस समस्या पर विचार करते हैं और हम प्रत्येक तार लेआउट को लंबवत और क्षैतिज रूप से पूरा करके क्षेत्रों में से प्रत्येक को हल करते हैं और यह वही है जो विस्तार रूटिंग में किया जाता है इसलिए यहाँ हम बाद में देखेंगे कि विस्तार रूटिंग उप समस्याओं के 2 प्रकार हैं चैनल रूटिंग और स्विच बॉक्स रूटिंग अब यह केवल एक उदाहरण है तो यहां आपको कुछ ब्लॉक दिखाई देते हैं और यह बिंदीदार रेखा आपको जाल दिखाती है जिन बिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है इसलिए ग्लोबल रूटिंग में यहाँ केवल कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते दिखाए जाते हैं उदाहरण के लिए जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट करते हैं तो यह कहता है कि आपको इस उबड़ खाबड़ रास्ते का अनुसरण करना होगा और एक विकल्प हो सकता है की आप इस रास्ते का अनुसरण करें या यह हो सकता था कि आप इस मार्ग का अनुसरण कर सकें इसलिए ग्लोबल रूटिंग यह करता है ग्लोबल रूटिंग प्रक्रिया इस प्रकार के प्रत्येक मोटे कनेक्शन और वास्तव में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सेगमेंट के लिए मैप की जाती है अब फिर से मैं इसे दोहराता हूं यहां जो समाधान दिखाया गया है वह 2 लेयर रूटिंग समाधान है लेकिन क्षैतिज रेखाएं एक परत पर रखी जाती हैं ऊर्ध्वाधर लाइनें दूसरी परत पर रखी जाती हैं और यहाँ किसी भी क्रॉसिंग को तार कनेक्शन कहा जाता है जिसका मतलब है कि 2 धातु परतों के बीच संबंध है अब इस डिटेल राउटिंग समस्या को 2 समानांतर सतह के बीच रूटिंग या इंटरकनेक्टिंग पॉइंट के रूप में पहचाना जा सकता है इसे चैनल कहा जाता है या आप इस तरह की समस्या पर विचार करते हैं जहां आपके पास सभी 4 तरफ पिन द्वारा एक संलग्न क्षेत्र है इसे स्विच बॉक्स कहा जाता है यह एक स्विच बॉक्स रूटिंग हो सकता है अब हम रूटिंग क्षेत्रों की अवधारणा पर आते हैं रूटिंग क्षेत्र वे होते हैं जिन पर इंटरकनेक्टिंग वायर बिछाई जाती है अब सवाल यह है कि इस क्षेत्र को कैसे परिभाषित किया जाए मैं उदाहरण की मदद से समझाता हूँ मान लीजिए कि मेरे पास एक आयताकार लेआउट सतह है जहां मैंने कुछ ब्लॉकों को इस तरह रखा है एक ब्लॉक यहां एक ब्लॉक यहां एक ब्लॉक यहां मान लें कि एक ब्लॉक यहां और एक ब्लॉक यहां है अब आपके पास एक बार मैंने इसे रखा है इसलिए मैं रूटिंग के लिए कुछ क्षेत्रों को परिभाषित कर सकता हूं तो मोटे तौर पर मैं यह दिखा रहा हूं कि यह एक क्षेत्र है यह एक क्षेत्र है यह एक क्षेत्र है यह एक क्षेत्र है यह एक है और यह एक है इसके अलावा आप इसे क्षेत्रों के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप इस तरफ से कनेक्शन भी बना सकते हैं ये सभी रूटिंग क्षेत्र हैं अब आप इस तरह के स्थानों को देखें जहां आपके कनेक्शन 3 अलग अलग पक्षों से आते हैं कुछ तार ऊपर से कुछ नीचे से कुछ इस तरफ से और कुछ यहाँ से पिन से भी आ सकते हैं तो यह एक स्विच बॉक्स की तरह की समस्या हो सकती है जहाँ सभी 4 तरफ से पिन आ रहे हैं लेकिन इस तरह की समस्या जहाँ आपके पास एक समानांतर परत होती है जहाँ कुछ पिन यहाँ और कुछ पिन यहाँ कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है यह चैनल है यह एक क्षैतिज चैनल है यह एक वर्टिकल चैनल है इसलिए राउटिंग क्षेत्र के प्रकार या तो क्षैतिज चैनल हो सकते हैं जो उस शीर्ष नेट के और नीचे की सीमाओं पर अनुरूप पिंस के साथ x अक्ष के समानांतर है वर्टिकल चैनल नब्बे डिग्री घुमाया गया संस्करण है यह बाईं और दाईं ओर y अक्ष पिंस के समानांतर है और स्विच बॉक्स जैसा कि मैंने कहा कि यह एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें सभी 4 तरफ से आने वाले पिन हैं यह 3 के बीच अधिक जटिल उप समस्या है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर चैनल रूटिंग समस्या एक ही है यह सिर्फ 90 डिग्री का रोटेशन है और कुछ नहीं है इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्विक रूटिंग चरण के दौरान रूटिंग क्षेत्रों की पहचान करना पहला महत्वपूर्ण कदम है इसलिए हम देखेंगे कि कैसे रूटिंग क्षेत्रों को आम तौर पर बाद में पहचाना जा सकता है और अधिकांश डिज़ाइन शैलियों के लिए राउटिंग क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित क्षमताएं नहीं हैं जैसे कभी कभी आप एक मानक सेल की तरह चारों ओर ब्लॉकों को स्थानांतरित कर सकते हैं आपके पास इस सेल को पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है लेकिन यदि आप पाते हैं कि चैनल के लिए आपके पास जो स्थान है वह पर्याप्त नहीं है तो आप हमेशा 2 ब्लॉकों को दूर तक स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे कि चैनल के लिए स्थान बनता है इसका मतलब है कि आपको इतने ज़्यादा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है कि आप उन्हें और ज़्यादा करीब ला सकते हैं तो चैनलों की चौड़ाई को स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है और एक और बिंदु भी है जिसे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जिस क्रम में रूटिंग क्षेत्र माना जाता है वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समग्र मार्ग की गुणवत्ता और जटिलता भी उस क्रम पर निर्भर करती है जिसमें मार्ग क्षेत्रों पर विचार किया जाता है चैनल जंक्शनों के बारे में बात बात करें तो लेआउट में 3 प्रकार के चैनल जंक्शन होते हैं पहले वाले को L प्रकार कहा जाता है आप इसे देखें यह ब्लॉक है जिसे रखा गया है यहां ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास के साथ एक चैनल है यहां क्षैतिज अभिविन्यास के साथ एक चैनल है 2 चैनल L के रूप में जुड़े हुए हैं यह L जैसा दिखता है यह L प्रकार चैनल है यह आमतौर पर लेआउट सर्कल के कोनों पर होता है इसलिए यहां ऑर्डर करना महत्वपूर्ण नहीं है आप या तो ऊर्ध्वाधर को पहले और फिर क्षैतिज या रिवर्स रूट कर सकते हैं और इसके लिए सरल चैनल रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है वैसे आप इन एल्गोरिदम को बाद में देखेंगे T प्रकार का अर्थ है यह चौड़ा ब्लॉक और इसके नीचे 2 छोटे चौड़ाई वाले ब्लॉक तो आप देखते हैं कि यहां एक चैनल है यहां एक चैनल है 2 क्षैतिज चैनल हैं और एक ऊर्ध्वाधर चैनल यहां है इसलिए T से 3 चैनल हैं अब विचार यह है कि आप देखते हैं यहां यह अवधारणा है कि चैनल का पैर इसका मतलब है इस ऊर्ध्वाधर चैनल को पहले रूट करना होगा आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि क्यों यह एक बाधा है मान लें कि यह एक बाधा है कुछ सेल हैं और ये कुछ पिन हैं जिन्हें आप कनेक्ट करना चाहते हैं यह कुछ पिन यहाँ हैं कुछ पिन यहाँ हैं और कुछ पिन यहाँ भी हैं तो हम जो कहते हैं वह यह है कि पहले हम T के इस पैर को आपस में जोड़ते हैं हम कहते हैं हम इन बिंदुओं को जोड़ते हैं इसलिए इन बिंदुओं को यहां बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वे अन्य बिंदुओं से भी जुड़ सकते हैं यही होगा यह भी यहां जुड़ा हुआ है यह भी यहाँ जुड़ा हुआ है अब इस चैनल को कनेक्ट करने का कारण पहला कारण यह है कि एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इन 3 संकेतों की स्थिति तय हो जाती है तो अब यह पूरा चैनल एक सम्मिलित चैनल रूटिंग समस्या की तरह दिखता है शीर्ष पर निश्चित स्थान पर नीचे स्थित स्थान पर फिक्स्ड लेकिन यदि आप पहले इस पर विचार नहीं करते हैं यदि आप इस पर शुरू में विचार कर रहे हैं तो बीच में आप वास्तव में इन सिग्नल की सही स्थिति नहीं जानते हैं यह यहाँ हो सकता है इसीलिए एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अन्य बिंदुओं को इस तरह से रूट कर सकते हैं आप इसे रूट कर सकते हैं आप रूटिंग को पूरा कर सकते हैं यह आप संभवतः इस से कनेक्ट कर सकते हैं तो एक T जंक्शन के लिए T के पैर को पहले और फिर कंधे पर रूट करना पड़ता है लेकिन एक प्लस प्रकार के लिए जब यहाँ 4 ब्लॉक होते हैं तो आप केंद्रीय बिंदु को यहाँ देखते हैं सभी 4 तरफ से आने वाले पिन हैं यह स्विच बॉक्स रूटिंग समस्या है और आप बस स्विच बॉक्स राउटर का उपयोग करें तो आप प्लेसमेंट के दौरान देखते हैं कि ब्लॉक को इस तरह से रखना उचित है ताकि स्विचबॉक्स की समस्याएं सामने न आएं क्योंकि चैनल रूटिंग समस्याएँ स्विच बॉक्स रूटिंग समस्या की तुलना में हल करने के लिए बहुत सरल हैं इसलिए यदि आप इस तरह से अपने स्थान को थोड़ा बदल सकते हैं तो ऐसे स्विचबॉक्स प्रकार के क्षेत्र दिखाई नहीं देते हैं तो आपकी रूटिंग समस्या सरल हो सकती है कुछ डिजाइन शैली विशिष्ट मुद्दे भी हैं उदाहरण के लिए पूर्ण कस्टम डिजाइन शैली में समस्या निर्माण बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी चर्चा की है इसलिए सभी प्रकार के रूटिंग क्षेत्र जैसे चैनल और स्विचबॉक्स और चैनल जंक्शन L प्रकार T प्रकार और प्लस प्रकार वे हो सकते हैं और मैंने उल्लेख किया कि चैनलों का विस्तार किया जा सकता है कुछ ब्लॉकों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा और इसलिए चैनल क्षमता में कुछ उल्लंघन की अनुमति दी जा सकती है लेकिन बड़े उल्लंघन की अनुमति नहीं है क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मुझे एक ब्लॉक को बहुत आगे बढ़ाना है तो अन्य ब्लॉक परेशान हो सकते हैं इसलिए कुछ प्लेसमेंट को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता हो सकती है वहां एक मानक सेल है इसलिए एक मानक सेल में यदि आप याद करें तो सेल को पंक्तियों के साथ रखा जाता है इसलिए प्लेसमेंट पूरा करने के बाद प्रत्येक सेल का स्थान तय होता है प्रत्येक फ़ीड थ्रू का संधारित्र स्थान तय हो गया है इसलिए याद रखें कि मैं उल्लेख करता हूं कि फ़ीड थ्रू क्या होती है फ़ीड थ्रू कुछ विशेष मानक सेल होते हैं जो एक कनेक्शन को ऊपर से नीचे तक जाने देते हैं ताकि पंक्तियों के पार आप एक कनेक्शन ले सकें और आप कनेक्ट कर सकें वे फ़ीड थ्रू सेल हैं तो इसलिए प्लेसमेंट के बाद आपने पहले ही फ़ीड थ्रू सेल को रख दिया है और फ़ीड थ्रू सेल में कुछ पूर्व निर्धारित क्षमता होती है कि ऐसे कितने तारों को सेल में चलाया जा सकता है लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी रूटिंग की समस्या ऐसी है कि आप उस रूटिंग को उतने फीड थ्रू के उपयोग के साथ पूरा नहीं कर सकते इसका मतलब है आप एक समस्या में हैं आपको फिर से वापस जाना होगा फ़ीड थ्रू को बदलना होगा और फिर से रूटिंग में वापस आना होगा और पहले मानक सेल में कोई ऊर्ध्वाधर चैनल नहीं हैं केवल क्षैतिज चैनल हैं और फिर से आप पंक्तियों को स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि ऊंचाइयों को समायोजित किया जा सके इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यदि फीड थ्रू पर्याप्त नहीं हैं रूटिंग विफल हो सकती है और ओवर द सेल रूटिंग एक विधि है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जिसका उपयोग चैनल ऊंचाई को और कम करने के लिए किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दिखाया है जैसे कि ये तीन मानक सेल पंक्तियाँ हैं जो मैं दिखा रहा हूँ और कुछ इंटरकनेक्ट पहले से ही पंक्तियों में किए गए हैं तो यहाँ एक फ़ीड थ्रू सेल था एक फ़ीड थ्रू सेल यहाँ केवल दो थे लेकिन मान लीजिए इसके अलावा आपको A और B को भी इंटरकनेक्ट करना है इसलिए आपके पास फ़ीड थ्रू उपलब्ध नहीं है तो यह रूटिंग विफल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है या तो आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है इस ब्लॉक को यहां रखा जाना चाहिए या इसका मतलब है कि एक और फ़ीड थ्रू सेल को यहां शामिल किया जाना चाहिए ताकि आप रूटिंग को पूरा कर सकें अब यह एक समस्या है और यहां तक कि गेट सरणियों के लिए भी जहां गेटों के स्थान तय किए गए हैं और उनके बीच की अनुमति देने वाले इंटरकनेक्शन लाइनों की संख्या भी तय की गई है इसलिए राउटिंग चैनल और कैपेसिटी तय की जाती है इसलिए रुटएबिलिटी उदाहरण के लिए अगर इन सेल के बीच समानांतर इंटरकनेक्शन पटरियों को चलाने के लिए केवल वही मार्ग है और इसलिए पहले से ही इस और इस तरह के कुछ कनेक्शन हैं तो यह दिखाया गया लाल कनेक्शन विफल हो जाएगा आप इसे पूरा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए तीसरे ट्रैक की जरूरत होगी इसलिए गेट एरे के लिए आपका प्लेसमेंट काफी अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी रूटिंग पूरी हो सके इसलिए वैश्विक रूटिंग में हम कुछ ग्राफ सिद्धांत आधारित मॉडल का उपयोग करते हैं जोकि समस्या को मॉडल करने के लिए उपयोग किया जा सके और क्षेत्रों की पहचान भी की जा सके तो कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ मॉडल यहाँ दिखाए गए हैं जिन्हें हम देख रहे हैं ग्रिड ग्राफ मॉडल ग्रिड रूटिंग के लिए अधिक उपयुक्त है लेकिन आप वैसे भी यहां इसके बारे में बात करेंगे यह क्षेत्र या ग्रिड रूटिंग के लिए अधिक उपयुक्त है चेकर बोर्ड मॉडल भी समान है लेकिन चैनल इंटरसेक्शन ग्राफ कुछ ऐसा है जो वैश्विक रूटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है और इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इन डेटा संरचनाओं को एक एक करके देखते हैं ग्रिड ग्राफ मॉडल यह वास्तव में उसी 2 आयामी ग्रिड पैटर्न को मॉडल करता है जिसकी हम पहले मेज़ राउटिंग एल्गोरिदम के लिए चर्चा कर चुके हैं उदाहरण के लिए ली का एल्गोरिथ्म इसलिए हमारे पास सेल का एक सेट m बाय n था प्रत्येक सेल में कुछ जानकारी होती है और उन्हें बाधा या कुछ द्वारा दर्शाया जाता है तो ग्रिड ग्राफ मॉडल में सामान्य रूप से लेआउट को वर्ग सेल या ग्रिड के संग्रह के रूप में माना जाता है इसलिए हम एक ग्राफ को परिभाषित करते हैं जहां प्रत्येक सेल ci एक शीर्ष vi का प्रतिनिधित्व करता है और 2 कोने एक किनारे से जुड़े हुए हैं यदि संबंधित सेल समीप हैं अब मान लीजिये सेल ci में एक टर्मिनल मैं ci से बिंदु कनेक्ट करना चाहता हूं टर्मिनल को संबंधित शीर्ष vi को सौंपा गया है 2 प्रकार के कोने हैं कुछ सेल पर कब्जा कर लिया जाता है जो भरे हुए चक्र के रूप में दर्शाए जाते हैं लेकिन खाली सेल को स्पष्ट चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है जैसा आपने उदाहरण में देखा है इस प्रकार इस मॉडल में प्रत्येक किनारे की क्षमता और लंबाई 1 मान ली गई है इसलिए प्रत्येक 2 टर्मिनल नेट के लिए कार्य अनुरूप कोनों के बीच का रास्ता खोजना है आइए हम एक उदाहरण लेते हैं इसलिए मेरे पास इस तरह का एक 2 आयामी ग्रिड है जहां छायांकित क्षेत्र बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मैं इसे एक ग्राफ के लिए मैप कर सकता हूं हर क्षेत्र के लिए एक शीर्ष अनुरूप है आसन्न क्षेत्र एक किनारे से जुड़े हुए हैं बाधाओं को ठोस कोने द्वारा दर्शाया जाता है अगर मुझे लगता है कि मैं इस सेल से इस सेल में इस सेल से इस सेल में एक कनेक्शन बनाना चाहता हूं जिसमें इस ग्राफ में इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का प्रतिनिधित्व है तो अब ग्राफ प्रमेय उप समस्या इस ग्राफ के माध्यम से एक रास्ता खोजना है जोकि इस ठोस कोने के माध्यम से ना जा रहा हो एक रास्ता खोजें जो आपको यहां से यहां तक ले जा सकता है तो एक बार इस तरह से एक रास्ता मिल जाने के बाद आपको एक रास्ता मिल गया है तो इसे हल करने के लिए ली के एल्गोरिथ्म या हैडलॉक के एल्गोरिथ्म जैसे किसी भी क्षेत्र रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है अब चेकर बोर्ड मॉडल अधिक क्षेत्र कुशल है यह लेआउट को ठीक आकार सेल या ग्रिड के एक समान सरणी के रूप में अनुमानित नहीं करता है लेकिन एक कोर्स ग्रिड के रूप में कुछ ग्रिड बड़ा हो सकता है कुछ ग्रिड छोटा हो सकता है इसके अलावा 2 ब्लॉक के बीच धार क्षमता अलग हैं उदाहरण के लिए 2 ब्लॉक हैं इस तरह एक ब्लॉक हो सकता है इसलिए 2 परिदृश्य मैं दिखा रहा हूं ये 2 ब्लॉक हैं यह एक परिदृश्य है अन्य परिदृश्य यह कहते हैं कि यह B1 और B2 ब्लॉक है यह ब्लॉक B1 B2 और B3 है तो इस समस्या के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास B1 के लिए एक शीर्ष है मेरे पास B2 के लिए एक शीर्ष है वे आसन्न हैं इसलिए वे एक साथ जुड़े हुए हैं और आप देखते हैं कि उनकी सीमा पूरी तरह से अनब्लॉक है आप कनेक्शन के लिए पूरी सीमा का उपयोग कर सकते हैं तो मैं दो का वजन देता हूं लेकिन इस मामले में B1 B2 और B3 तो B1 और B2 के बीच आप देखते हैं कि इसका आधा हिस्सा ही उपलब्ध है अन्य आधा हिस्सा B3 के साथ साझा किया गया है तो मैं 1 का वजन देता हूं इसी तरह B1 और B3 के बीच मैं 1 का वजन देता हूं लेकिन B2 और B3 के बीच पूरी सीमा उपलब्ध है इसलिए मैं 2 का वजन देता हूं इसलिए इस आधार पर वजन नियत किया जा सकता है कि रूटिंग के लिए ब्लॉक के बीच पूरी सीमा उपलब्ध है या यह केवल आंशिक रूप से उपलब्ध है तो यह चेकर बोर्ड मॉडल है इसलिए यहाँ मैं उदाहरण में दिखा रहा हूँ एक आयताकार क्षेत्र में 5 ब्लॉक रखे गए हैं इसलिए कितने क्षेत्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसलिए 8 कोने हैं सभी कोने आंशिक रूप से ब्लॉक हैं इसलिए उन्हें ठोस रूप में दिखाया गया है अब यह वज़न इन 2 क्षेत्रों के बीच आप देखते हैं कि पूरी सीमा इंटरकनेक्शन के लिए उपलब्ध है तो यह 2 है इन 2 क्षेत्रों के बीच यह ब्लॉक आंशिक रूप से सीमा को अवरुद्ध कर रहा है यही कारण है कि वजन 1 है इसी तरह इन 2 वजनों के बीच 1 ये 2 वजन 1 जैसा है इसी प्रकार इन 2 इन 2 क्षेत्रों के बीच उपलब्ध संपूर्ण सीमाएँ जो 2 हैं अन्य सभी वजन हैं 1 तो आप देख सकते हैं कि चेकर बोर्ड मॉडल क्षेत्र के मामले में अधिक कुशल है इस ग्राफ में कोने की संख्या बहुत छोटी होगी और ग्रिड ग्राफ मॉडल की तुलना में इसे संभालना बहुत आसान है अब आइए हम प्रतिनिधित्व के लिए आते हैं जो कि सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है विशेष रूप से मानक सेल रूटिंग समस्या के संबंध में वैश्विक रूटिंग कह सकते हैं जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है तो बस एक मानक सेल रूटिंग समस्या को याद करने के लिए हमारे पास यहाँ लेबल है मुझे 2 अलग अलग परिदृश्य देने दीजिए तो एक मानक सेल रूटिंग समस्या है जहां आपके पास यह सेल पंक्तियों में व्यवस्थित है और आपने पंक्तियों के बीच चैनलों की पहचान की है और साथ ही साथ आप पूर्ण कस्टम डिजाइन शैली पर भी विचार करते हैं लेकिन आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं यहाँ की तरह मेरे पास इस तरह के ब्लॉक हैं आइये ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं तो यहाँ भी इंटरकनेक्शन चैनल हैं जो मैंने ब्लॉक के बीच में रखे हैं तो आप यहाँ जैसे चैनलों के परस्पर क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं उदाहरण के लिए मेरा यहाँ एक चैनल हो सकता है मेरा यहाँ एक चैनल हो सकता है मेरा यहाँ एक चैनल हो सकता है यहाँ एक चैनल यहाँ एक चैनल हो सकता है वास्तव में इस पूरे मामले को एकल चैनल माना जा सकता है इस पूरे को एकल चैनल के रूप में माना जा सकता है इसी तरह यह चैनल के रूप में माना जा सकता है ये सभी चैनल हैं इसी तरह इस तरफ ये सभी चैनल हैं इसलिए बहुत सारे चैनल हैं तो चैनल हैं और कुछ चैनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह चैनल और यह चैनल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यह चैनल और यह चैनल इंटरसेक्ट कर रहे है यह चैनल और यह चैनल इंटरसेक्ट कर रहे है यह चैनल यह चैनल भी इंटरसेक्ट कर रहे है तो इस चैनल के साथ 1 2 3 4 और चैनलों के साथ एक इंटरसेक्शन है चैनल इंटरसेक्शन का ग्राफ मूल रूप से चैनलों के बीच इस तरह के इंटरसेक्शन को सही ढंग से प्रदर्शित करता है तो यहाँ प्रत्येक शीर्ष एक चैनल इंटरसेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है अब किनारे सही चैनलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 कोने एक किनारे से जुड़े हुए हैं यदि उनके बीच एक चैनल इंटरसेक्शन है अब किनारे का वजन चैनल की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है आइए एक उदाहरण लें मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक उदाहरण है आप इसे अनदेखा करें यह एम्बेडेड ग्राफ़ जो फिर से यहां दिखाया गया है एक आयताकार क्षेत्र में 5 ब्लॉक रखे गए हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले उस उदाहरण में दिखाया था ये सभी चैनल के उदाहरण हैं ये सभी चैनल हैं और ये लाल डॉट्स चैनलों के बीच इंटरसेक्शन को सही इंगित करते हैं चैनल इंटरसेक्शन ग्राफ में मैं केवल उस जानकारी को निकालता हूं चैनल जानकारी को कोने के रूप में निकाला जाता है और 2 चैनल इंटरसेक्शन के बीच एक आम चैनल है जो एक किनारे से जुड़ा हुआ है अब चैनल की चौड़ाई पर निर्भर करता है कि यह कितने तारों को संभाल सकता है आप कुछ वज़न को अलग अलग किनारों पर असाइन कर सकते हैं अब आप देखते हैं कि चैनल इंटरसेक्शन का ग्राफ सीधे चैनलों और इंटरसेक्शन पर नज़र रखता है जो वैश्विक रूटिंग के लिए महत्वपूर्ण है हम वैश्विक रूटिंग में यह कर सकते हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम 2 बिंदुओं के बीच एक अनुमानित पथ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कनेक्ट करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए मुझे इस चैनल पर बिंदु को यहां एक बिंदु से जोड़ने की आवश्यकता है फिर मेरा मतलब है कि मैं निकटतम शीर्ष की पहचान कर सकता हूं इसलिए यहां भी मैं निकटतम शीर्ष का पता लगा सकता हूं तो मेरी समस्या इन 2 शीर्ष के बीच एक रास्ता खोजने की है इसका मतलब है कि मैं यह पता लगा सकता हूं कि इस मार्ग को पूरा करने के लिए मुझे किन चैनलों के अनुक्रम का पालन करना होगा अब एक मामूली विस्तार इसे और अधिक सार्थक बनाता है अब इस विस्तारित चैनल इंटरसेक्शन के ग्राफ में हम न केवल चैनल इंटरसेक्शन को कोने के रूप में उपयोग करते हैं बल्कि पिन को भी कोने के रूप में भी उपयोग करते हैं अब शेष वही है तो देखते हैं कि यहां कैसा दिखता है वही उदाहरण मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसके अलावा मैं सिर्फ चित्रण के लिए कुछ पिन दिखा रहा हूं मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब भी कोई पिन होगा तो संबंधित चैनल किनारे में वर्टेक्स जोड़ा जाएगा तो अब अगर मैं पिन को इस पिन से जोड़ना चाहता हूं मुझे निकटतम नोड का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरे पास इस पिन के समान नोड या वर्टेक्स है इसलिए मुझे इस और इसके बीच का रास्ता निकालना होगा तो इस रास्ते के लिए कई रास्ते हो सकते हैं उदाहरण के लिए वापिस जाते हैं वैश्विक रूटिंग समस्या मूल रूप से चैनल इंटरसेक्शन ग्राफ में एक रास्ता खोजने के लिए है किनारों की क्षमताओं का 2 टर्मिनल नेट के लिए उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए हम बहु टर्मिनल नेट के लिए क्रमिक रूप से विचार करते हैं हमारे पास न्यूनतम स्टेनर ट्री एक अनुमान हो सकता है ये क्षेत्र उत्पन्न कैसे किए जाते हैं इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ बहुत सरल उदाहरण हैं तो हम चैनल को नाम देते हैं इस चैनल को C1 कहते हैं आइए हम उन्हें अलग C2 नाम दें इसे हम C3 कहते हैं इसे हम C4 कहते हैं इसे हम C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 और C12 कहते हैं आइये अब कुछ उदाहरण नेट पर भी विचार करते हैं जैसे उदाहरण के लिए पिन यहाँ हम इसे 1 कहते हैं इसे यहाँ पिन से जोड़ा जाना है आइए हम इसे 1 कहते हैं पिन 2 यहाँ करते हैं इसे पिन से कनेक्ट करना होगा यहाँ यह 2 है हमें एक और एक पिन 3 यहाँ ले जाना है इसे यहाँ पिन 3 से जुड़ा होना है तो कई ऐसे जाल होंगे जो कहते हैं कि ये सभी 2 टर्मिनल नेट हैं वहां नेट संख्या 1 नेट संख्या 2 नेट संख्या 3 है इसलिए यह वैश्विक रूटिंग समस्या या एल्गोरिदम आउटपुट के रूप में क्या उत्पन्न करता है तो मैंने चैनल इंटरसेक्शन ग्राफ मॉडल दिखाया है आप इस जानकारी को वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसे एक ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं और उस ग्राफ के माध्यम से कुछ रास्ता खोज सकते हैं अब मान लीजिए कि मैं पॉइंट 1 को पॉइंट 1 से कनेक्ट करना चाहता हूं इसलिए नेट 1 के लिए आप एक पथ की पहचान करते हैं मान लें कि मेरे द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मार्ग ऐसा होगा जिसका अर्थ है कि मैं चैनल C1 C3 का अनुसरण करूंगा एक और चैनल है जो मैंने छोड़ दिया था इसे हम C13 कहते हैं N2 2 और 2 के लिए C13 मान लें कि एक अलग कॉलम शो में इस पथ का अनुसरण किया जाएगा तो N2 पहले C3 फिर C13 फिर C9 फिर C8 का अनुसरण करेगा फिर N3 मैं इस रास्ते का अनुसरण कर रहा हूँ तो नेट 3 की शुरुआत C6 फिर C1 फिर C2 से होगी इसलिए प्रत्येक नेट के लिए मैं चैनलों का अनुक्रम उत्पन्न करता हूं जो अनुमानित पथ हैं जिनका पालन किया जाना है अब इससे मुझे क्या मिलता है मुझे एक पूर्ण विनिर्देश मिलता है रूटिंग विनिर्देश मान लीजिए चैनल C1 के लिए अब इस उदाहरण में इनमें से 2 जाल C1 से गुजर रहे हैं तो पहले नेट के लिए यह यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है दूसरे नेट के लिए यह यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है एक चैनल के संबंध में एक चैनल एक आयताकार क्षेत्र है इसलिए हम मानते हैं कि पिन ऊपर या नीचे हैं और पटरियों को इस तरह से बिछाया जाएगा तो नेट सूची के इस क्रम और वैश्विक रूटिंग से हमें जो जानकारी मिली है उससे हम इस विशेष चैनल C1 के लिए पूर्ण विनिर्देशन प्राप्त करते हैं और यह विस्तृत राउटर के संबंध में है इसलिए अब विस्तृत राउटर इस चैनल के लिए सटीक विनिर्देश वाला होगा कि इसमें से कितने नेट चल रहे हैं वे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं यह मूल विचार है वैश्विक राउटर इस तरह की जानकारी देगा जहां से आप हर चैनल के लिए जानकारी संकलित कर सकते हैं और प्रत्येक चैनल की जानकारी व्यक्तिगत रूप से और स्वतंत्र रूप से विस्तृत राउटर द्वारा हल की जाएगी तो यह एक विभाजन और मिलना जुलना समस्या की तरह है इसलिए अगले व्याख्यान में हम कुछ और वैश्विक रूटिंग एल्गोरिदम को देखेंगे और जानेंगे कि वे कैसे काम करते हैं और फिर हम अगले सप्ताह में विस्तृत रूटिंग की ओर बढ़ेंगे धन्यवाद